अभी तुरंत मैंने आपको डायग्राम दिखाया यह दो कंडक्टर है जो क्रमश I1 तथा I2 धारा समान लेकिन विपरीत दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं क्योंकि प्लस का मतलब फेज में तथा बिंदु का मतलब फेज से बाहर है तो यह धाराएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बढ़ा रहे हैं और यह कंडक्टर के बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र 3 में दिखाया गया है तो कंडक्टर 1 मेरा मतलब यह कंडक्टर का आंतरिक फ्लक्स के कारण इंडक्टेंस समीकरण 21 द्वारा दिया हुआ है हमने देखा है कि यह आधा गुने 10 का घात 7 हेनरी प्रति मीटर है तो हम अपने साधारण अवधारणा से यह मान सकते हैं कि कंडक्टर 1 मे बहने वाली धारा I के कारण सभी बाहरी फ्लक्स कंडक्टर दो के केंद्र तक के सभी धाराओं को जोड़ती है इसका मतलब हम एक अवधारणा बना रहे हैं की सभी बाहरी फ्लक्स धारा के द्वारा प्रस्तुत की गई है इसे हम कंडक्टर 1 कहते हैं जो कि दूसरे कंडक्टर 2 के केंद्र तक के सभी धारा को जोड़ता है इसका मतलब हम चुंबकीय क्षेत्र लाइन को दूसरे कंडक्टर के केंद्र तक ही दिखा रहे हैं उससे आगे नहीं केवल उस कंडक्टर के केंद्र बिंदु तक यह आपका शुद्ध अवधारणा है तो इस तरह से कंडक्टर के केंद्र से बाहर के तरफ कोई फ्लक्स नहीं जुड़ता है तो यह हमारी अवधारणा है जो भी अतिरिक्त धारा के द्वारा उत्पन्न बाहरी फ्लक्स इस कंडक्टर 1 की रही होगी वह दूसरे कंडक्टर के केंद्र तक ही जुड़ा होगा यह हम एक अवधारणा बना रहे हैं और यह काफी सही परिणाम देता है जब D r1 तथा r2 की तुलना में काफी बड़ा हो इसका मतलब यह दूरी D पहले कंडक्टर की त्रिज्या r1 तथा दूसरे कंडक्टर की त्रिज्या r2 की तुलना में काफी बड़ा है इस प्रकार से कंडक्टर 1 की एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज के कारण इंडक्टेंस प्राप्त करने के लिएD1 बराबर r1 और D2 बराबर D समीकरण 26 में स्थापित करने पर मेरा मतलब इस समीकरण से है तो इस समीकरण में D1 बराबर r1 और D2 बराबर D प्रति स्थापित कर रहे हैं तो सीधे तौर पर हम इसे समीकरण में D1 बराबर r1 और D2 बराबर D प्रति स्थापित कर रहे हैं तो इस तरह से L एक्सटर्नल 2 10 के पावर माइनस 7 lnD भागा r हेनरी प्रति मीटर है यह आपका समीकरण 27 है इस प्रकार से कंडक्टर वन को इस प्रकार से लिखा जाएगा L1 बराबर L इंटरनल इंटरनल इंडक्टेंस जो कि हमने प्राप्त किया है हाफ गुने 10 के पावर माइनस 7 जोड़ L1 एक्सटर्नल तो यह कंडक्टर का कुल इंडक्टेंस है इसका मतलब L1 बराबर आधा 10 के पावर माइनस 7 जोड़ 2 10 के पावर माइनस 7 lnD भागा r1 तथा 2 10 के पावर माइनस 7 इन दोनों से उभयनिष्ठ करने पर अगर आप ऐसा करेंगे तो यह पद 1 भागा 4जोड़ ln D भागा r1 हो जाएगा अब 2 10 के पावर माइनस 7 के बराबर है आप इसे लिखें तो यह एक भागा 4 को आप ln e का पावर एक भाग 4 लिख सकते हैं क्योंकि वास्तव में ln e एक के बराबर होता है इसीलिए हम ln e के पावर 1 भागा 4 लिख सकते हैं इसलिए हम 2 10 के पावर माइनस 7 ln D भागा r1 e के पावर माइनस एक भागा चार हेनरी प्रति मीटर लिख सकते हैं यह कुछ ऐसा है यह ब्रैकेट का पद है यह ln e के पावर 1भागा चार गुने D भागा r1 है e के पावर को हर में ले जाने पर यह r गुने e के पावर माइनस एक भागा चार हो जाएगा इस कारण से इस पद को हमने 2 10 के पावर माइनस 7 ln D भागा r1 गुने e के पावर माइनस एक भागा चार हेनरी प्रति मीटर लिखा है अब इसे प्राकृतिक log से सामान्य log में परिवर्तित करने पर तथा हेनरी प्रति मीटर से मिली हेनरी प्रति किलोमीटर यह एक छोटा सा अभ्यास है आपके लिए अगर आप इस पाठ्यक्रम को सुन रहे हैं तो कृपया इसे खुद से करें तो यहां प्राकृतिक log के जगह पर log लिया है तो अगर आप ही से परिवर्तित करेंगे याद रहे मैंने इसे हेनरी से मिली हेनरी में परिवर्तित किया है तथा मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित किया तो वास्तव में यह है 04605 log D भागा cr1यहां दिया हुआ है मिली हेनरी प्रति किलोमीटर जहां r1r1 गुने e के पावर माइनस एक भागा चार जो कि 07788 के बराबर है r1 को वास्तव में काल्पनिक त्रिज्या कहते हैं इसका मतलब इंडक्टेंस पता करने का यह मानक सूत्र है 04605 log यह प्रत्येक सिंगल कंडक्टर के लिए है अब यह त्रिज्या r1 वास्तव में काल्पनिक कंडक्टर की त्रिज्या है जिसकी कोई इंटरनल इंडक्टेंस नहीं है ठीक है इस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं लेकिन इसकी कुल इंडक्टेंस असली कंडक्टर के बराबर है यानी 07788 r कंडक्टर के काल्पनिक त्रिज्या है इसी प्रकार से कंडक्टर 2 कि इंडक्टेंस को भी पता किया जा सकता है तो वही चीजें L2 04605 log D होंगी लेकिन कंडक्टर की त्रिज्या जोकि r2 है तो यहां r2 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर तथा r207788 गुने r2 के बराबर है यह मिली हेनरी प्रति किलोमीटर में है यह समीकरण 30 है इस प्रकार सर्किट की कुल इंडक्टेंस क्योंकि एक धारा अंदर जा रही है तथा दूसरी वापस आ रही है इसलिए इंडक्टेंस को लूप इंडक्टेंस कहते हैं इसलिए सर्किट का कुल इंडक्टेंस LL1 तथा L2 के योग के बराबर होता है इस प्रकार L बराबर 04605 log D का भागा r1 r2का वर्ग मूल यह 2 यहां आएगा इसलिए यह 0 4605 गुने 2 log D का भागा r 1r2का वर्गमूल इसलिए 2 गुने 04605 बराबर 0921 log D का भागा r 1r2का वर्गमूल मिली हेनरी प्रति किलोमीटर तो यह कुल इंडक्टेंस है जिसे आप लूप इंडक्टेंस कहते हैं और यह सर्किट के कुल इंडक्टेंस का सूत्र है तो यह समीकरण 31 है यह मिली हेनरी प्रति किलोमीटर है इस प्रकार यदि दो कंडक्टर एक जैसे हो मतलब हम r1 को r2के बराबर मानते हैं मतलब r1 बराबर r2 बराबर r है इसका मतलब r1 बराबर r2 बराबर rहै तो हम यह मान रहे हैं कि त्रिज्या r1 बराबर r2 बराबर r है इसलिए r1 बराबर r2 बराबर rहै तो r 07788 गुने r कंडक्टर की काल्पनिक त्रिज्या है इस प्रकार L 0921 log D भाग r' मिली हेनरी प्रति किलोमीटर है यह समीकरण 32 है तो अब समीकरण 32 टू वायर लाइन की इंडक्टेंस जिसमें एक कंडक्टर वापस पथ प्रदान करता है जिसे लूप इंडक्टेंस कहते हैं क्योंकि आप दो सर्किट को ध्यान में रख रहे हैं जिनमें एक आने वाली धारा तथा दूसरा जाने वाली धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो इसे पूरी तरह से लूप इंडक्टेंस कहते हैं तो समीकरण 29 से यह समीकरण कंडक्टर के इंडक्टेंस को इस प्रकार लिखा जा सकता है 04605 log D का भागा r 1' मिली हेनरी प्रति किलोमीटर यहां हम r1 बराबर r2 बराबर r' मान रहे हैं तो r1 के जगह पर r' लिख रहे हैं समझे यहां कोई भ्रम नहीं होना चाहिए तो 04605 log एक भागा r' जोड़ दूसरा पद 04605 log D भागा एक एक भागा r' लेकिन हम ऐसा कुछ कारणों से रख रहे हैं इसलिए यह एक भागा r' है जोड़ 04605 log D भागा 1 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर यह समीकरण 33 है इसलिए आप इसे समीकरण को इस रूप में रखते हैं क्योंकि हमारा मकसद कुछ सामान्य सूत्र को प्राप्त करना है इसी प्रकार कंडक्टर 2 के लिएयह समीकरण 34 है इसी प्रकार से कंडक्टर 2 के लिए इंडक्टेंस हम उसी तरीका से लिख सकते हैं L2 बराबर 04605 log 1 भागा r' जोड़ 04605 log D भागा 1 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर यह समीकरण 34 है क्योंकि दोनों कंडक्टर एक जैसे हैं इसलिए हम लिख सकते हैं L1 बराबर L2 बराबर L यह सभी समान है इस प्रकार इंडक्टेंस प्रति फेज प्रति किलोमीटर लंबाई के लाइन का इंडक्टेंस 04605 log D भागा r' अब हम समान स्थिति के लिए लाइन के इंडक्टेंस को प्रति फेज प्रति किलोमीटर लंबाई के लिए लिख रहे हैं L बराबर 04605 log 1 भागा r' जोड़ 04605 log D भागा 1 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर यह समीकरण 35 है क्योंकि हम L1 बराबर L2 मान रहे हैं तो समीकरण 35 से यह स्पष्ट है कि पहला पद कंडक्टर के काल्पनिक त्रिज्या का फलन है तथा दूसरा पद केवल D का फलन है ठीक है तो समीकरण 35 का पहला पद मतलब पहले पद को आंतरिक तथा बाहरी फ्लक्स के कारण इंडक्टेंस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है यानी कंडक्टर के बाहर 1 मीटर की दूरी तक ही इसलिए 1 भागा r इसी प्रकार से समीकरण 35 के दूसरे पद से इसका मतलब समीकरण 35 का दूसरा पद कंडक्टर के स्थानों पर निर्भर करता है कंडक्टर के बीच की दूरी D है और इसे इंडक्टेंस स्पेसिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है तो यह दो शब्दावली है तो इस पद को इंडक्टेंस स्पेसिंग फैक्टर करते हैं बाद में हम यहां से कुछ सामान्य चीजों को देखेंगे अब अगली चीज सेल्फ इंडक्टेंस तथा म्युचुअल इंडक्टेंस है मानो की आपके पास सिंगल फेज टू वायर लाइन है और आप इसे दो मैग्नेटिकली कपल क्वायल के रूप में देखते हैं तो यह डॉट कन्वेंशन लिया गया है और धारा डॉट मे प्रवेश कर रही है इसलिए आपने प्लस का चिन्ह लिया है धारा बाहर निकल रही होती तो का चिन्ह लेते हैं तो एक प्रवेश कर रही है तथा दूसरा बाहर निकल रही है अर्थात I1 माइनस I2 के बराबर है लेकिन दिशा को इस तरह से लिया गया है और वे डॉट में प्रवेश कर रही है और कंडक्टर 1 का सेल्फ इंडक्टेंस L11 तथा कंडक्टर 2 का सेल्फ इंडक्टेंस L22 है तथा इन दोनों के बीच का म्यूच्यूअल इंडक्टेंस M12 है जोकि M21 के बराबर है तो इसे सिंगल फेज टू वायर लाइन को मैग्नेटिकली कपल क्वायल के रूप में देखा जा रहा है इस प्रकार सिंगल फेज टू वायर लाइन की प्रति फेज इंडक्टेंस जो चित्र 3 में है यह चित्र तीन है तो इस सर्किट को भी हमलोग मैग्नेटिकली कपल्ड ले रहे हैं जिसको प्रत्येक के सेल्फ इंडक्टेंस के पद में व्यक्त किया गया है और वे म्युचुअल इंडक्टेंस है तो आइए हम सेल्फ इंडक्टेंस L11 और L22 तथा म्युचुअल इंडक्टेंस M21 की विशेषता वाले सिंगल फेज सर्किट जिसको दो क्वायल के द्वारा दर्शाया गया है पर विचार करें तो यह चित्र चार है जो सिंगल फेज लाइन को दिखाता है जिसे हम मैग्नेटिकली कपल्ड क्वायल के रूप में देखते हैं तथा मैग्नेटिक पोलैरिटी को डॉट से सूचित किया गया है तो अब फ्लक्स लिंकेज 12को लिखा जा सकता है क्योंकि धारा डॉट में प्रवेश कर रही है इसलिए हम धनात्मक साइन लेंगे इसलिए आप लिख सकते हैं फ्लक्स लिंकेज 1 बराबर L11I1जोड़ M12I2M12 धारा I2के कारण है इसलिए M12I2 यह समीकरण 36 है इसी प्रकार 2 इसके लिए M21I1 M12 M21के बराबर है लेकिन हमें गणितीय बिंदु से लिखना है L22I2जोड़ M21I1 यह समीकरण 37 है यहां भी धनात्मक चिन्ह वहां भी धनात्मक चिन्ह क्योंकि दोनों ही स्थिति में धारा डॉट में प्रवेश कर रही है ठीक है लेकिन धारा I1 प्रवेश कर रही है तथा दूसरी धारा I2 बाहर निकल रही है लेकिन I1 बराबर माइनस I2 है तो यदि आप I1 बराबर माइनस I2 रखो तो हमें दोनों समीकरण प्राप्त होगा आप I2 बराबर माइनस I1 एक समीकरण में तथा I1 बराबर माइनस I2 दूसरे समीकरण में रखेंगे यदि आप रखोगे तो 1 L11 माइनस M12ब्रैकेट बंद गुने I1 के बराबर है यह समीकरण 38 है इसी प्रकार 2 माइनस M21प्लस L22 ब्रैकेट बंद गुने I2 के बराबर है यह समीकरण 39 है इस प्रकार हम लिख सकते हैं L1L11 माइनस M12के बराबर है तथा L2 माइनस M21प्लस L22के बराबर है यह समीकरण 40 और 41 है जो हमने समीकरण 33 और 34 से प्राप्त किया हां तो इस समीकरण 40 को आप 33 से तुलना कर सकते हैं तो अगर आप समीकरण 40 की तुलना 33 से करेंगे मैं रखने का प्रयास करता हूं इस समीकरण 33 में यह ऐसा लिखा हुआ हैतो इस स्थिति में L1 04605 log 1 भागा r' जोड़ 04605 logD भागा 1 के बराबर है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं L1 बराबर 04605 log 1 भागा r' घटाव 04605 log1 भागा Dमैं यहां logD भागा 1 के जगह पर लिख रहा हूं इसलिए के चिन्ह को लिया है यह वास्तव में समीकरण देती है अब हम समीकरण 40 की तुलना 33 से कर रहे अब यह समीकरण 33 है और इसमें अगर मैं समीकरण 40 को रखू जहां L1L11 माइनस M12के बराबर है तो अगर आप भी समीकरण 40 और 41 की तुलना करते हैं तो L11 इस के बराबर है मतलब L11 04605 log 1 भागा r' तथा M12 04605 log 1 भागा D के बराबर है यहां हम तुलना कर रहे थे उसी प्रकार L2जब आप समीकरण 41 तथा 34 की तुलना करते हो L22समान रहता है क्योंकि L11 L22 के बराबर है जो की वास्तव में 04605 log 1 भागा r' मिली हेनरी प्रति किलोमीटर यह समीकरण 42 है M12 और M21बराबर है तथा इनका मान 04605 log 1 भागा D मिली हेनरी प्रति किलोमीटर के बराबर है तो इसीलिए D भागा 1 चिन्ह ले रहा था यहां हम log 1 भागा D बना रहे हैं तो यह वास्तव में L11 और यह M12 है तो यह से सभी चीजों को हमने दो कंडक्टर के लिए देखा जिसमें एक कंडक्टर में धारा जा रही थी तथा दूसरे में आ रही थी अब अगर आपके पास कंडक्टेडओं की संख्या n हो तो ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस तथा म्युचुअल इंडक्टेंस के लिए वर्णित विधि को n कंडक्टर के समूह के लिए विस्तृत किया जा सकता है मानों कि आपके पास कंडक्टर की संख्या n हो जो फेजर करंट I1I2In ढो रही होतो आपके पास कंडक्टर का समूह है जिस में कंडक्टर की संख्या n है तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2प्लसप्लसIn का योग जीरो होगा यह समीकरण 44 है इसलिए कंडक्टर I के फ्लक्स लिंकेज के लिए सामान्यीकृत सूत्र i बराबर LiiIiप्लस सिगमा j1से n तथा j i के बराबर नहीं है MijIj द्वारा दिया गया है यह समीकरण 45 है तो हमने केवल दो कंडक्टर के लिए लिखा है अगर आपके पास एक पद और होता तो उसको भी जोड़ा जाता तो आपका i मूल रूप सेL11I1 माइनस M12I1तो इस धारा Ijके दिशा के कारण माइनस चिन्ह आएगा तो सामान्य तौर पर 1 की जगह पर हम ii th कंडक्टर के लिए i बराबर Lii कैपिटल L सफिक्स ii गुने Iiप्लस सिगमा j1 से n तथा j i के बराबर नहीं है MijIj यह कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज का सामान्यीकृत सूत्र है तो इन छोटी चीजों से हम लोग सामान्यीकृत सूत्र दे रहे हैं इसलिए इस कंडक्टर I के फ्लक्स लिंकेज का गणितीय व्यंजक काफी महत्वपूर्ण है तो यह वास्तव में समीकरण 45 है तो हमने देखा कि 04605 सभी में उभयनिष्ठ है तो इस स्थिति में हमने यह देखा है कि 04605 को लेने पर Ii गुने log 1 भागा riवही सूत्र का हम उपयोग कर रहे हैं प्लस Ij log 1 भागा Dijजहां j1 से n तथा j i के बराबर नहीं है मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर तो यहां हमने 2 पद को देखा इसमें पहला r भागा r' तथा दूसरा पद 04605 log 1 भागा D और यह 04605 log पहला पद का तथा यह दूसरा पद यानी म्यूच्यूअल पद का तो इस स्थिति में इस म्यूच्यूअल पद में हम लिख रहे हैं वही जो पहले दिया हुआ है 1 भागा D तो आप कह सकते हैं j बराबर 1 से nIj log 1 भागा Dij j i के बराबर नहीं है तथा पहला पद 04605 Ii गुने log 1 भागा riठीक है फ्लक्स लिंकेज का सूत्र बार बार उपयोग में आएगा ताकि अन्य विन्यास की फ्लक्स लिंकेज की गणना की जा सके अब यहां एक चित्र है जो मैंने एक पुस्तक से ली है लेकिन वास्तव में यह चित्र गलत है इसलिए हम इसमें सुधार करेंगे पहले दूसरे तीसरे परत के चारों तरफ कितने कंडक्टर हैं यह गिनती मैच नहीं कर रही है तो यह चित्र से आपको नहीं करना है मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे करना है चित्र 5 अगला है कंडक्टर के प्रकार लाइन में उपयोग में आने वाले ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर हमेशा स्ट्रैंडेडहोते हैंताकि आवश्यक लचीलापन प्रदान की जा सके स्ट्रैंडेड कंडक्टर को कंपोजिट कंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि यह दो या दो से ज्यादा कंडक्टर से मिलकर बने होते हैं तथा बिजली को समानांतर रखते हैं तो इस विन्यास के लिए मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा तो बाहर वाले जो की पूरी तरह उजले हैं वह अल्युमिनियम स्ट्रैंड होते हैं तथा अंदर वाले वह स्टील स्ट्रैंड होते हैं या स्टील स्ट्रैंड है तथा वह अल्युमिनियम स्टैंड है ताकि मैकेनिकल स्ट्रैंथ को बढ़ाया जा सके ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग में आने वाले कंडक्टर खोखले कॉपर कंडक्टर स्टील रीइंफोर्सड अल्मुनियम कंडक्टर यानी ACSR जिसको हम अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्सड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ACSR ज्यादातर उपयोग किया जाता है एल्यूमीनियम कंडक्टर की कम तन्यता स्टील की केंद्रीय स्ट्रैंड ताकत को प्रदान करके उच्च तन्यता बनाई जाती है तो केंद्रीय स्ट्रैंड वास्तव में स्टील है इसलिए ACSR कि कुछ विशेषताएं हैं मैंने कुछ को लिखा है ताकि मैं कोई बिंदु छोड़ ना दूं यह सामान प्रतिरोध वाले कॉपर कंडक्टर की तुलना में सस्ता होता है कंडक्टर के बड़े व्यास होने के कारण कोरोना लॉस कम होता है तो यह दूसरा बिंदु है तीसरा बिंदु यह हैइसकी आंतरिक शक्ति बेहतर होती है जिसके कारण विशेष लंबाई के लिए छोटी संख्या में समर्थन की आवश्यकता होती है इस तरह से दो टावर के बीच की दूरी को बढ़ाया जा सकता है ताकि टावर की संख्या कम होगी यही कारण है कि यह बेहतर यांत्रिक शक्ति है क्योंकि यह स्टील स्ट्रैंड केंद्रित है इस तरह से एक संकेंद्रित रूप से फंसे कंडक्टर जिसमें कुंडलाकार स्थान एक समान व्यास वाले स्ट्रैंड से भरे हो में कुल स्ट्रैंड की संख्या एक सूत्र द्वारा दीया जाता है S बराबर 3 y का वर्ग घटाओ 3y जोड़ 1 S बराबर 3 y का वर्ग घटाओ 3y जोड़ 1 जब y बराबर 1 है y 1 रखने पर S बराबर एक है जब y दो है आप पाओगे 2 का वर्ग 4 12 घटाओ 6 6 जोड़ 1 यह 7 है 1जोड़ 6 फिर जब y तीन के बराबर हो तब S 3 गुने 3 9 27 9 18 जोड़ 1 19 तो 1 जोड़ 6 जोड़ 12 बराबर 19 जब y4 है तब S बराबर मुझे लगता है यह 1 जोड़ 6 जोड़ 12 जोड़ 18 37 के बराबर है इसका मतलब इस डायग्राम में वास्तव में जब y 1 के बराबर है तब पहला केंद्र वाला है जब y दो है तब 1 6 7 तो दूसरे परत के लिए 6 कंडक्टर होंगे जब y 3 के बराबर है तब 12 कंडक्टर होंगे 1 जोड़ 6 जोड़ 12 1 6 12 को गिना जा रहा है 12 नहीं आ रहा है इसलिए यह डायग्राम गलत है तो इसके चारों तरफ 12 कंडक्टर होंगे ठीक है और आगे आप अगर 4 के लिए जाए तब यहां 18 कंडक्टर होंगे और अंतिम वाले के लिए यहां 1 2 3 4 लेयर है इसलिए 18 कंडक्टर होंगे लेकिन कुल 37 होगा तो इसे आप खुद से भी कर सकते हैं तो यही वह बात है तो यह डायग्राम यह हमारी गिनती है 12से छोटा वाला सही नहीं है तो यहां ड्रॉइंग एरर तो इसका मतलब कुल व्यास D' 2y 1 D के बराबर है और अगर y 1 के बराबर है तब D' D के बराबर है अगर y 2 के बराबर है तब D' 3D के बराबर है और इसी तरह तो यह स्टैंडर्ड कंडक्टर की व्यास D' 2y 1 गुने D के बराबर है यह समीकरण 48 है